प्रथम भाग नाम परफेक्ट पुनर्निर्माण अंतिम अवलोकन द्वितीय भाग नाम ओएफडीएम का परिचय प्रेरणा भाग 2 इसलिए हम अब ओएफडीएम की ओर रुख करते हैं और इस टॉपिक पर चर्चा करते हुए हमेशा बहुत खुश होते हैं क्योंकि यह वह है जहाँ हम जो कुछ भी पढ़ते हैं कम्युनिकेशन्स के साथ डीएसपी में उसे एक बहुत अच्छे तरीके में हम एक साथ आता हुआ देखते हैं तो वहाँ इसके कई तरीके हैं कि आप ओएफडीएम को इंट्रोडूस कर सकते हैं मैं इसे निम्नलिखित सीक्वेंस में करना चाहूंगा पहले प्रेरित करें क्यों ओएफडीएम और फिर वास्तव में ओएफडीएम को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें इसलिए प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैं आपकी मेमोरी को चैनल कैपेसिटी पर रिफ्रेश करके शुरू करना चाहूंगा ठीक है अगर मेरे पास एक निश्चित सिग्नल टू नॉइज़ रेश्यो के साथ एक एडब्लूजीएन चैनल है तो मूल रूप से मुझे बस इसे यहां लिखने दें हम ओएफडीएम में प्रवेश कर रहे हैं यह एक नई इकाई है पहला भाग प्रेरणा होगा पहले स्थान पर ओएफडीएम क्यों सीडीएमए क्यों नहीं कुछ क्यों नहीं कुछ और क्यों नहीं ठीक है इसलिए पहला प्रश्न जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है मेरे पास एक सिग्नल है जो s है जो एक चैनल के माध्यम से जा रहा है जहां ऐडिटिव गौसिअन नॉइज़ व्हाइट गौसिअन नॉइज़ जोड़ा जाता है मुझे उसे η के रूप में कहने दें और r यह वही है जिसे मैं दूसरे छोर पर प्राप्त करता हूं तो यह प्रभावी रूप से मेरा चैनल है यह मेरा चैनल है अब जो सवाल शैनन ने किया था और उसके द्वारा उत्तर भी दिया गया था कि इस एडब्लूजीएन चैनल की कैपेसिटी क्या है एडब्लूजीएन की कैपेसिटी ऐडिटिव व्हाइट गौसिअन नॉइज़ एकमात्र क्षीणता है इस चैनल की कैपेसिटी क्या है लेकिन पहले हमें कैपेसिटी को परिभाषित करना चाहिए इसलिए कैपेसिटी अधिकतम दर जिस पर डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है तो यह अधिकतम डेटा दर से संबंधित है इसलिए इसका मतलब है कि उत्तर बिट्स प्रति सेकंड के रूप में कुछ होगा जो इस चैनल पर निरंकुश ढंग से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ एरर के साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है कोई पॉइंट ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा है यदि आपके पास एर्रोर्स होने वाली हैं जिन्हे ट्रांसमिट किया जा सकता है मैं कुछ शब्दों को छोड़ने जा रहा हूं ट्रांसमिट किया जाना निरंकुश ढंग से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ एरर के साथ कम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ एरर Pe ठीक है इस धारणा के तहत कि कॉम्पलेक्सिटी या डिले पर कोई कांस्टेंट नहीं है आप सबसे अधिक काम्प्लेक्स ट्रांसमिट से लेकर सबसे अधिक काम्प्लेक्स रिसीवर में डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं और आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं कॉम्पलेक्सिटी या डिले पर कोई कांस्टेंट नहीं अब कॉम्पलेक्सिटी या डिले कहां से आएगा यह मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन में नहीं आएगा यह एरर करेक्शन में आएगा जिसे आप अप्लाई apply करेंगे तो मूल रूप से हम जो कह रहे हैं आप एरर करेक्शन कोडिंग ईसीसी या फॉरवर्ड एरर करेक्शन का उपयोग कर सकते हैं एफईसी यदि आप इसके लिए उपयोग करते हैं आप एरर करेक्शन कोडिंग का उपयोग कर सकते हैं और यह जितना आप चाहें उतना काम्प्लेक्स हो सकता है इसलिए कॉम्पलेक्सिटी पर कोई कांस्टेंट नहीं मूल रूप से इस विशेष पहलू को रेफेर करता है कॉम्पलेक्सिटी या डिले पर कोई कांस्टेंट नहीं मुख्य रूप से कहता है कि आप बहुत ही काम्प्लेक्स एन्कोडिंग स्कीम्स और डिकोडिंग स्कीम्स का उपयोग कर सकते हैं अब शैनन ने उत्तर दिया इसका उत्तर दिया और उत्तर था इस चैनल की कैपेसिटी हम इसे शैनन कैपेसिटी के रूप में भी संदर्भित करते हैं शैनन कैपेसिटी को कैपेसिटी के रूप में ऐसे निरूपित किया गया था B सिग्नल की बैंडविड्थ है बल्कि चैनल की बैंडविड्थ हर्ट्ज़ में C Blo g21Γ जहां Γ एसएनआर है मैं सोचता हूँ कि एसएनआर काफी सामान्य परिभाषा है लेकिन अक्सर सिग्नल टू नॉइज़ रेश्यो की परिभाषा के संबंध में एक भ्रम है मैं इसे स्पष्टता के उद्देश्यों के लिए लिखूंगा तो एसएनआर Γ को परिभाषित किया गया है सिग्नल पावर हम माप सकते हैं हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हम नियंत्रित कर सकते हैं आमतौर पर हम कहते हैं कि ठीक है यह Ps है अब नॉइज़ एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है यह उस सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स में है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं धारणा यह है कि यह व्हाइट है इसका मतलब है कि इसे एक फ्लैट स्पेक्ट्रम मिला है तो नॉइज़ का क्या हिस्सा है जो अंदर आएगा मूल रूप से जो भी आपकी सिग्नल बैंडविड्थ है वह है आपका रिसीव फ़िल्टर उस नॉइज़ को अंदर आने की अनुमति देगा और इसलिए यदि आपके पास एक सिग्नल है जो निम्न रूप में है B से B काम्प्लेक्स बेसबैंड तो आपको बैंडविड्थ B से B तक के फिल्टर को अनुमति देनी होगी आपकी नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी टाइम्स B से B नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी अक्सर N 02 वाट्स प्रति हर्ट्ज के रूप में निरूपित की जाती है तो बैंडविड्थ क्या है जो चली गयी यह है जो कि वैसा ही है जैसा है यह एसएनआर की मेरी परिभाषा या अंतर्निहित परिभाषा है ठीक है वहाँ एसएनआर की एक परिभाषा है उम्मीद है कि यह नोटेशन और कन्वेंशंस जो आप कम्युनिकेशन्स में फॉलो कर रहे हैं के साथ कंसिस्टेंट है लेकिन मूल रूप से यह एसएनआर की एक त्वरित परिभाषा है अब यदि आप चैनल के एसएनआर का अनुमान लगाने में सक्षम हो गए हैं शैनन की थ्योरम बताती है कि आप कुछ काम्प्लेक्स कोडिंग स्कीम के साथ आ सकते हैं जो एक कैपेसिटी प्राप्त करेगा या मूल रूप से उस सिस्टम की कैपेसिटी होगी C Blog2 1Γ और यूनिट्स जैसा कि मैंने उल्लेख किया है बिट्स प्रति सेकंड होगी अब आप भी कभी कभी आप एक नॉरमलाइज़्ड कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं उस स्थिति में यह होगा यह बैंडविड्थ पर निर्भर नहीं करता है तो यह एक प्रति यूनिट बैंडविड्थ है तो यह बिट्स प्रति सेकंड प्रति हर्ट्ज होगी जो दोनों ठीक हैं लेकिन जो हम रुचि रखते हैं वह है कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन को समझने और उपयोग करने के लिए ठीक है इसलिए कैपेसिटी की मूल परिभाषा सभी इसके साथ कम्फ़र्टेबल हैं अब यहां दिलचस्प बदलाव आता है अब अगर मेरे पास एक वायरलेस चैनल है तो जिस मॉडल का हमें सबसे सरल स्तर पर उपयोग करना होगा वह s होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉइज़ है इसलिए मुझे अभी भी η मिलेगा यह मेरा प्राप्त सिग्नल r होगा एक बड़ा अंतर यह टर्म होगा जो एक मल्टीप्लायर की तरह है जो कि α है जो समय का एक फंक्शन है ठीक है आपका सिग्नल कांस्टेंट लेवल बनाए नहीं रखता है लेकिन फ्लक्टुएटस करता है ठीक है और इसके फ्लक्टुएशन्स आपके मोशन पर निर्भर करते हैं और आप कितनी तेजी से मूव करते हैं और आप कहां हैं और फिर से जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन्स का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि कैरक्टराइज़ करने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि यह किसी प्रकार का स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है और व्यवहार में मुझे यकीन है कि आपने इसका अनुभव किया है यदि आप अपने सेल फोन को एक स्थान पर रखते हैं और आपको एक अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं आप घूमते हैं आपको एक अच्छा सिग्नल मिलता है क्या हो रहा है वह α विकृत हो रहा है और इसलिए ऐसा कुछ जो इतना अच्छा नहीं था अच्छा बन गया और इसलिए यह एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट नहीं है यह आपके स्पाटिअल पोजीशन और आपके मूवमेंट पैटर्न्स पर निर्भर करता है तो यह एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी के द्वारा कैरक्टराइज़ किया जाता है ठीक है तो यह वह है जिसे हम एक फ़ेडिंग चैनल के रूप में संदर्भित करेंगे लेकिन यह डिसपेरसिव नहीं है इसलिए फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के टर्म्स में इसका मतलब है कि यह फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के टर्म्स में फ्लैट है तो फ्लैट स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक का प्रतिनिधित्व करता है और यह तथ्य कि यह नहीं बदल रहा है ठीक है और यह तथ्य कि आप जानते हैं मूल रूप से ठीक है मुझे यह सुनिश्चित करने दें कि फ्लैट क्या है तो मेरा सिग्नल s एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है जो एक इम्पल्स के समान दिखता है यह एक स्केल फैक्टर है यदि आपकी इम्पल्स रिस्पांस एक सिंगल इम्पल्स है तो आपकी फ़्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ़्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक फ्लैट है यदि यह टाइम डोमेन है तो फ़्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक फ्लैट है अब यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि अगर मैं एक सिग्नल ट्रांसमिट करता हूं जिसे इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम मिला था संपूर्ण स्पेक्ट्रम बिना किसी परिवर्तन के गुजरता है केवल सिग्नल का ऐम्पलीटूड ऊपर और नीचे जाता है अब दूसरी तरफ यदि आपके पास एक चैनल है जिसके पास इस प्रकार का रिस्पांस है ठीक है मैं बस कुछ आरबिट्रेरी रिस्पांस कर रहा हूं इस चैनल के पास फ़्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा और अब यदि आपने इसके माध्यम से अपना सिग्नल ट्रांसमिट किया है तो ध्यान दें कि आपका सिग्नल स्पेक्ट्रम डिस्टॉर्टेड होने वाला है इसलिए जिन चैनलों में डिसपर्सन नहीं है उन्हें फ़्लैट फ़ेडिंग चैनलस कहा जाता है क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसीज़ को एक ही फ़ेडिंग पैटर्न दिखाई देगा इन्हें फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़ेडिंग फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़ेडिंग चैनल कहा जाता है ठीक है इसलिए अभी हम फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़ेडिंग चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम फ़्लैट फ़ेडिंग चैनलों की बात कर रहे हैं तो केवल एक चीज जो प्रभावित कर रही है वह यह है यह α ऊपर या नीचे जा सकता है इसलिए मेरे लिए अभी भी एक एसएनआर को परिभाषित करना काफी आसान है तो एक फ़ेडिंग चैनल में एसएनआर जाहिर है मैं इसे एक कांस्टेंट के रूप में परिभाषित नहीं कर सकता यह α की वैल्यू का एक फंक्शन होगा ठीक है तो α के एक स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए तो शायद हम यहां तक कि हम यह संकेत दे सकते हैं ठीक है α की एक स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए निकलेगा α क्या यह ऐम्पलीटूड पर स्केलिंग है α काम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि इसे एक ऐम्पलीटूड और फेज मिला है तो सिग्नल पॉवर स्केलिंग बन जाती है जो कुछ भी आपका मूल एसएनआर था उसे अब इससे संशोधित किया गया है ठीक है इसलिए मैं अब एक फिक्स्ड संख्या के बारे में बात नहीं कर सकता लेकिन मैं एक संख्या के बारे में बात कर सकता हूं जो कैपेसिटी के संदर्भ में बदलती है तो कैपेसिटी की अभिव्यक्ति अब यह α के फ़ंक्शन के रूप में कैपेसिटी बन जाएगी द्वारा दिया जाएगा C ¿αBlo g21γ जहां γα ∨¿2 Γ ¿ तो आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है लेकिन आपको अभी भी ध्यान रखना है कि एक बार आप फ़ेडिंग चैनलों के बारे में बात कर रहे हैं हम इसकी कैपेसिटी के रूप में एक कांस्टेंट संख्या के बारे में बात नहीं कर सकते हैं अब हमारे लिए यह हमेशा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि कुछ के साथ हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह संख्याओं के संदर्भ में है जिसे आप विसुलाइज कर सकते हैं तो पहले एक उदाहरण है जो कहता है कि ठीक है अगर मेरा एसएनआर बदल जाए तो क्या होगा मेरी कैपेसिटी कैसे बदलती है और यह वह है जिसका हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं इसलिए ध्यान रखें कि हम जिस कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं वह एक फ़ेडिंग चैनल में है वह पृष्ठभूमि है तो स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदाहरण है जो हम बता रहे हैं और उम्मीद है कि यह शायद किसी चीज़ का एक रिफ्रेशर है जो आपने किया होगा इसलिए हम एक मॉडल देने जा रहे हैं जिसे ब्रेकप्वाइंट मॉडल कहा जाता है अब एक ब्रेकपॉइंट मॉडल वह है जो यह अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि ट्रांसमीटर से एक निश्चित दूरी पर प्राप्त सिग्नल पावर क्या है तो ब्रेकपॉइंट मॉडल जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं है बहुत सरल सबसे सरल संभव ट्रांसमीटर से दूरी d पर प्राप्त सिग्नल पावर निम्न द्वारा दी गई है Pr Pt ¿ तो इसे ही पाथ लॉस एक्सपोनेंट कहा जाता है इस विशेष मामले में इसे 3 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है आपके पास ऐसे चैनल हो सकते हैं जिनमें 4 42 आपके पास हो सकते हैं फ्री स्पेस का पाथ लॉस एक्सपोनेंट 2 होगा इसलिए पाथ लॉस एक्सपोनेंट इस मामले में है यह 3 है जो कि स्पष्ट करने के उद्देश्यों के लिए है और d0 एक कांस्टेंट है यह एक रिफरेन्स डिस्टेंस है और इस विशेष उदाहरण में हम d0 को 10 मीटर ले रहे हैं इसलिए हमारे लिए करने के लिए पहला अभ्यास है हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं सिग्नल की बैंडविड्थ 30 kHz है कारण बैंडविड्थ इस प्रकार दी गयी है ताकि आप नॉइज़ पावर की गणना कर सकें नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी नॉइज़ की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी N 10−9W Hz और हमें दिया गया है कि ट्रांसमिट पावर 1W है Pt 1 W अब एक विशिष्ट अभ्यास जिसका सामना आपने कम्युनिकेशन्स में किया होगा कि 100 मीटर की दूरी पर प्राप्त पावर Pr क्या है ठीक है यह एक विशिष्ट उदाहरण होगा जिसे आपको देखने के लिए कहा जाएगा तो प्राप्त सिग्नल पावर 1 W ¿ द्वारा दी गई है और अगर आप चाहें तो dB में परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन हम जिस चीज में रुचि रखते हैं वह इस दूरी पर कैपेसिटी है तो कैपेसिटी होगी केवल एक पावर कैलकुलेशन क्या होती हमने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि एसएनआर क्या है फिर हमने कहा ठीक है कैपेसिटी क्या है और यह गणना कर लेना यह हमारे लिए एक उपयोगी बात है ठीक है अब एक और डेटा पॉइंट जो मैं आपको करने को देना चाहता हूं वह यह है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर कैपेसिटी क्या है ठीक है तो 1 किलोमीटर पर कैपेसिटी इसलिए पहली चीज जो आप करेंगे 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर कैपेसिटी 142 kbps निकल कर आती है ठीक है बहुत महत्वपूर्ण आपकी कैपेसिटी टॉस लेने गयी और यह बात क्यों हुई क्योंकि कैपेसिटी एसएनआर पर निर्भर करती है तो अगर आपके पास एक एसएनआर है जो इतना अच्छा नहीं है तो आपकी कैपेसिटी एक हिट लेने जा रही है ठीक है अब हमने यह अभ्यास किया ही क्यों यह प्रीसाइसलि है निम्नलिखित पहलू के लिए एक फ़ेडिंग चैनल यदि आप समय के रूप में इसके बारे में सोचते हैं तो कल्पना करें कि आप इस गलियारे पर चल रहे हैं प्राप्त सिग्नल स्तर वह अल्फा नाममात्र को 1 होना चाहिए ठीक है लेकिन कभी कभी अधिक हो सकता है अचानक अत्यधिक खराब हो सकता है ठीक है मूल रूप से जब आप चल रहे होते हैं तो यह बदलता रहता है अब सिस्टम की कैपेसिटी क्या है यह बेहद फ्लक्टुएट करती है ठीक है और जो एप्लीकेशन आप कर रहे हैं शायद आप ऐसा कुछ डाउनलोड कर रहे हों जिसके लिए 1 Mbps की आवश्यकता हो अब चैनल के अच्छा होने पर 1 Mbps करना बहुत आसान हो सकता है लेकिन आप जानते हैं कि जब आप नल में जाते हैं तो क्या होता है यह है इसलिए कैपेसिटी है जब एक बार आप कैपेसिटी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और वायरलेस चैनलों के संदर्भ में यह एक बहुत ही मुश्किल काम है और यह कुछ ऐसा है जिसे वास्तव में सावधानीपूर्वक अध्ययन करना और संभालना है और यही कारण है कि वायरलेस कम्युनिकेशन्स का पूरा अध्ययन दिलचस्प हो जाता है यह मानक चैनलों की तरह नहीं है जहां आप काम करते हैं जहां कैपेसिटी के बारे में बात करना आसान है इस चीज के बारे में बात करना आसान है क्योंकि यह एक अत्यधिक गतिशील प्रणाली है तो यहां है जो हम करना चाहते हैं ठीक है इसलिए हम समझते हैं कि एसएनआर n का फंक्शन होने जा रहा है ठीक है तो गामा मैं इसे n के एक फंक्शन के रूप में लिखूंगा यह एक कांस्टेंट नहीं है यह बदलने वाला है और इसलिए यह होने जा रहा है फंक्शन ऑफ़ α ऑफ़ n γ n¿ α n∨¿2 Γ ¿ इसलिए इसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है अब वायरलेस लोगों ने काफी व्यापक काम किया है और एक पूर्ण स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन प्राप्त किया है स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन इन वायरलेस चैनलों के लिए उपलब्ध है तो कुछ अर्थों में मुझे पता है कि α की क्या प्रोबेबिलिटी है α की ठीक है Pα α यह ज्ञात है इसे रेयले डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ठीक है और फिर से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं इस पर बहुत अधिक समय नहीं बिताऊंगा लेकिन हमें जो चाहिए वह है ¿ α ¿2 इसलिए ¿ α ¿2 को एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है तो फिर से यह भी ज्ञात है फिर से साथ ले जाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एसएनआर फ्लक्टुएट कर रहा है लेकिन मुझे ज्ञात है इस प्रकार के एसएनआर का स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन तो अब मैं कैपेसिटी की गणना कैसे करूं ठीक है मैं एक फिक्स्ड कैपेसिटी के बारे में बात नहीं कर सकता मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे एर्गोडिक कैपेसिटी या स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी कहा जाता है और यह शैनन कैपेसिटी नहीं है जैसा कि हम जानते हैं यह निम्नलिखित रूप में होने जा रहा है एसएनआर की रेंज जो भी हो जिससे आप मिलने वाले है फिर आपको इसे मापना होगा उस आने वाले विशेष एसएनआर की प्रोबेबिलिटी के द्वारा ठीक है तो यह कुंजी है यह हमारे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है अब अगर मैं आपसे पूछ सकता था कि शायद मैं आपको छोड़ दूंगा यह आपके कोशिश करने के लिए एक्सरसाइज है तो यह एक उदाहरण है मेरे पास एक चैनल है जहां केवल 3 स्टेट्स हैं α 1 α 2 α3 ठीक है α 1 बहुत खराब स्थिति है α 1005 α 2 इतना बुरा नहीं है α 3 नाममात्र है 1 की प्रोबेबिलिटी है 01 समय का 10 α 2 की प्रोबेबिलिटी समय का 50 प्रतिशत है 3 की प्रोबेबिलिटी समय का 40 प्रतिशत है ठीक है अब आप मेरे लिए एर्गोडिक कैपेसिटी की गणना कर सकते हैं Ergodic कैपेसिटी हमारे लिए सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है तो मूल रूप से यह होगा और बैंडविड्थ लेते हैं 30 kHz और नाममात्र एसएनआर यदि आप पिछले मामले को देखते थे तो हमें मान लें कि Γ ¿10003 ठीक है तो यह मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो 1W ट्रांसमिटेड पावर हाँ ठीक है तो एर्गोडिक कैपेसिटी की गणना करें और हम इसे वहां से उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 टर्मस में यह होगा 3000 01× lo g2183305 × lo g2 843304 × lo g2334331992 kbps 1992 kbps ठीक है हम यह कर रहे हैं कारण यह नहीं है कि हम समझना चाहते हैं वायरलेस कैपेसिटी में बहुत सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं यह ओएफडीएम के लिए एक प्रेरणा है और हम इसे एक मिनट में देखेंगे अगली कक्षा में इस के आकलन के हिस्से के रूप में ओएफडीएम क्यों सामने आता है इसलिए मुझे आशा है कि आपके पास इस बात की समीक्षा करने का मौका होगा कि हमने किस बारे में बात की है चैनल के बारे में सोचें कैपेसिटी के बारे में सोचें एक एसएनआर के बारे में सोचें जो वैरी कर रहा है एक ऐसी कैपेसिटी के बारे में सोचें जो अब कांस्टेंट नहीं है लेकिन एसएनआर पर आधारित कुछ जो फ्लक्टुएट कर रहा है अब मुख्य प्रश्न यह होगा कि किस प्रकार मैं एक चैनल से अधिकतम कैपेसिटी प्राप्त कर सकता हूं जो फ्लक्टुएट कर रहा है यह हमारे सामने चुनौती है इसका जवाब हम अगली कक्षा में देंगे धन्यवाद